डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के बारे में बात करेंगे इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने डेटाबेस रिकवरी के बारे में बात की थी और अब हम प्रोसेसिंग के समग्र प्रवाह को समझने की कोशिश करेंगे इसलिए यदि मैं एक क्वेरी को चुनता हूं जहां से सेलेक्ट कैसे पहुंचेगा और परिणाम की गणना करता है तो हम जिस पर चर्चा करना चाहते हैं और एक क्वेरी को कई तरीकों से प्रोसेस्ड करने के लिए आवश्यक समय के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की लागतों को जन्म देते हुए इसलिए हम क्वेरी लागत के कुछ उपायों को परिभाषित करेंगे और फिर हम सरल सेलेक्ट के लिए नमूना एल्गोरिदम का एक त्वरित रूप लेंगे तो पहले हमें ऐसा करते हैं इन विषयों पर बात करनी है और पहले हम ओवरआल क्वेरी प्रोसेसिंग एल्गोरिथ्म पर एक नज़र डालेंगे तो यह प्रवाह है इसलिए यह एक तरीका है जिससे क्वेरी प्रोसेस्ड होगी तो यहाँ आपके पास यह है कि यह इनपुट क्वेरी स्वाभाविक रूप से कहाँ आती है यह SQL के संदर्भ में लिखी गई है जो प्रोग्रामिंग भाषा की तरह है तो आपको एक पार्सर और अनुवादक की आवश्यकता है इसलिए यह अनुवाद किया हुआ है और इसे एक रिलेशनल के आधार पर विकसित किया गया है इसलिए प्रत्येक SQL क्वेरी के अनुरूप एक या अधिक रिलेशनल अभिव्यक्ति है तो आप उस के संदर्भ में व्यक्त करते हैं फिर आप अनुकूलित करने के लिए हम आँकड़ों के बारे में कुछ जानकारी का उपयोग कर सकते हैं हम के संदर्भ में आंकड़े कह सकते हैं कि इतिहास की पिछली जानकारी का उपयोग यह कह सकता है कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं जिन पर अधिक बार जहाँ स्थितियाँ पोर्ट होती हैं हम उन आँकड़ों का उपयोग करना चाहते हैं जैसे कि वास्तव में अभी कितने टपल में हैं और इसी तरह और इसके आधार पर हम एक एक्जिक्यूशन नोड्स तक पहुँचने के संदर्भ में क्वेरी के मूल्यांकन के लिए क्या करना चाहते हैं और यही मूल्यांकन इंजन का काम है आप देख सकते हैं कि यह उसके लिए डेटा का उपयोग करेगा और अंत में इसमें से क्वेरी आउटपुट उत्पन्न होगा इसलिए इस मॉड्यूल और अगले में हम इस पर एक त्वरित नज़र डालेंगे यह एक एक करके इन चरणों की झलक है और समझने की कोशिश करता है कि क्वेरी प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है इसलिए पार्सिंग है जैसा कि हमने बात की है अब यदि हम एक प्रश्न के संदर्भ में लेते हैं जहां σ जहां से क्लाउज का अनुवाद किया गया है इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह हम है तो हम बस यह कह सकते हैं कि यदि हमारे पास सेलेक्ट कर रहे हैं हम वेतन का सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम है और हम किन परिस्थितियों में ऐसा कर रहे हैं कहां कहां है सैलरी 75000 तो अगर आपके पास इस तरह से एक प्रश्न था तो आप जानते हैं कि यह किसी तरह के रिलेशनल करते हैं अब यह कहना भी स्पष्ट है कि इस विशेष रिलेशनल कर सकते हैं जो वे वास्तव में समतुल्य हैं और यह कई समकक्ष हो सकते हैं इसलिए हम जानते हैं कि एक क्वेरी दिए जाने पर कई रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो सकते हैं और फिर रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन को एक या एक से अधिक अलग अलग एल्गोरिदम का उपयोग करके ऑपरेशन का भी मूल्यांकन किया जा सकता है तो मूल रूप से आपके पास एसक्यूएल क्वेरी करने और मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग रणनीतियों के अलग अलग एल्गोरिदम हैं और हम इन पर आधारित करना चाहते हैं हम उस अभिव्यक्ति को एनोटेट कम से कम करते हैं 75000 और फिर प्रोजेक्ट और उस एनोटेशन को छोड़ सकते हैं जिनके लिए वेतन 75000 के बराबर है इसलिए इस मूल्यांकन को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं और यही वह है हर मामले में फैसला किया जाना है इसलिए इन सभी समतुल्य मूल्यांकन योजनाओं में से क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन के संदर्भ में हम उस एक को चुनने की कोशिश करते हैं जो कुछ न्यूनतम लागत को न्यूनतम लागत मूल्यांकन देता है तो डेटाबेस कैटलॉग से कुछ सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर लागत का अनुमान लगाना होगा उदाहरण के लिए रिलेशन की संख्या ट्यूपल्स का आकार जिन विशेषताओं पर अक्सर स्थिति का परीक्षण किया जाता है और इसलिए इसलिए हम समग्रता में यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस मॉड्यूल में हम पहले यह परिभाषित करेंगे कि लागत के उपाय क्या हैं और कुछ रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे तो पहले हमें देखते हैं कि हम लागत को कैसे परिभाषित करते हैं क्योंकि अगर हम यह कहना चाहते हैं कि हम इसे 2 3 अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं एक ही क्वेरी का 2 3 अलग अलग तरीकों से मूल्यांकन करें तो हमें यह आकलन करना होगा कि अब क्या है इसे करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छा तरीका है जो हमें कम से कम लागत देता है तो लागत के माप निरपेक्ष रूप से होंगे यह बीते हुए समय के संदर्भ में है कि इसमें कितना समय लगता है और कई फैक्टर हो सकते हैं जो मा तय करते हैं क्योंकि इस के मूल्यांकन के संदर्भ में हमें डिस्क तक पहुंचना होगा तो डिस्क का एक्सेस समय शामिल होगा सीपीयू में कंप्यूटिंग समय शामिल हो सकता है यहां तक कि कुछ नेटवर्क संचार भी शामिल हो सकते हैं तो इनमें से अगर हम मान लें कि कोई नेटवर्क संचार लागत नहीं है तो सादगी के लिए सब कुछ है जो बहुत ही उच्च गति के नेटवर्क से जुड़ा है तो आप डिस्क लागत और एक्सेस के बीच और सीपीयू प्रोसेसिंग लागत डिस्क एक्सेस के बीच एक प्रमुख है लागत क्योंकि और यह अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि जैसा कि हमने भंडारण संरचना डिस्क है जहां ब्लॉक को रिकॉर्ड करने के लिए सही सिलेंडर को स्थानांतरित करना पड़ता है जहां रिकॉर्ड स्थित हो सकता है तो वहाँ इस प्रक्रिया को सीक कहा जाता है इसलिए हमें यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि ब्लॉक की मांग की औसत लागत से कितने अनुमानों की आवश्यकता है कि हमें कितने ऑपरेशनों की आवश्यकता है और गुणा करें इसी प्रकार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है कि किसी ब्लॉक को पढ़ने के लिए कितने ब्लॉक पढ़ने और औसत लागत है ब्लॉक लिखने के लिए औसत लागत लिखने के लिए ब्लॉकों की संख्या ब्लॉक को लिखने की लागत आमतौर पर वास्तव में पढ़ने की लागत से अधिक है अक्सर जब हम लिखने के बाद कुछ डेटा लिखते हैं तो हम आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए वापस पढ़ते हैं कि लिखना सफल था तो ये विशिष्ट लागत फैक्टर हैं जो हावी होंगे इसलिए यदि हम कहते हैं कि यदि हम केवल ब्लॉक स्थानान्तरण की संख्या और चाहने वालों की संख्या की गणना करते हैं और यदि एक ब्लॉक को स्थानांतरित करने का समय tT है और तलाश के लिए seek है तो वह है ब्लॉक B और ट्रांसफर करने की लागत S की सीक इस अभिव्यक्ति द्वारा दी जाएगी जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं तो हर ब्लॉक ट्रांसफर tT है और B ब्लॉक ट्रांसफर किया जा रहा है तो यह ट्रांसफर कॉस्ट tS है तो यह मांग लागत है और उन्हें एक साथ जोड़कर हमें seek और ट्रांसफर की कुल लागत मिलती है सरलता के लिए हम सीपीयू लागत की अनदेखी करेंगे और हम भी अब अंत में लागत पर विचार नहीं करेंगे परिणाम को डिस्क पर वापस लिखकर हम केवल इस बात की जांच करेंगे कि परिणाम वास्तव में क्या होगा तो यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिस्क I O को कम करने के लिए कई एल्गोरिदम भी हैं हम यह कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए अतिरिक्त बफर स्थान का उपयोग करके एक ब्लॉक को पढ़ा गया है और हम सिर्फ एक रिकॉर्ड का उपयोग कर रहे हैं यदि अगले ऑपरेशन में हमें कुछ रिकॉर्ड का उपयोग करना है जो पहले से ही उस ब्लॉक में मौजूद है और अगर उस ब्लॉक को उस बफर में बनाए रखा गया है तो हमें डिस्क पर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में एक बार फिर से ब्लॉक को पढ़ें तो बफर स्पेस का अनुमान लगाना जैसे कि मैं किसी विशेष ब्लॉक की तलाश कर रहा हूं कि क्या यह बफर में पहले से मौजूद है या नहीं इसलिए कि I O से बचा जा सकता है या इसे वास्तव में डिस्क से वापस पढ़ने की आवश्यकता है लेकिन ये आप में से कुछ हैं जो लागत उपायों को जानते हैं जो एक अधिक परिष्कृत लागत फ़ंक्शन में उपयोग किए जाते हैं लेकिन हम बस तलाश और उपयोग करेंगे विभिन्न ऑपरेशन की हमारी लागत का अनुमान लगाने के लिए ब्लॉक के संदर्भ में डिस्क से लागत पढ़ें तो आइए हम अलग अलग मूल SQL ऑपरेशन के लिए नमूना एल्गोरिदम देखें इसलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं पहला और सबसे सामान्य SQL ऑपरेशन सेलेक्ट है इसलिए सेलेक्ट है तो हम क्या करते हैं हमें बस कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता है इसलिए हम उस रिकॉर्ड को स्कैन स्थिति को संतुष्ट करते हैं तो उस लागत के लिए b r ब्लॉक स्थानान्तरण होगा अगर वहाँ हैं अगर br रिलेशन होना होगा अब यदि सेलेक्ट पर है और हम रिकॉर्ड खोजने पर रोक सकते हैं और औसतन हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हम रिकॉर्ड के आधे हिस्से को पढ़कर इसे पा सकेंगे तो ब्लॉक ट्रांसफर लागत 1 की seek लागत का उपयोग किया था तो यह हमें किसी भी फ़ाइल से विशेष रिकॉर्ड का पता लगाने की लागत देनी चाहिए यदि हम एक रैखिक खोज कर रहे हैं तो इसका फायदा यह है कि चाहे वह इंडेक्स उपलब्ध हो या न हो रिकॉर्ड के आदेश पर शर्त के बावजूद लागू किया जा सकता है इसलिए यह किसी भी मामले में गिरावट हो सकती है जब हम ऐसा करना चाहते हैं और बस आप ध्यान दें कि जब हम खोज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम डेटा को क्रमबद्ध के संदर्भ में है इसलिए जब इंडेक्स अकेले करना होगा तो यह पहला एल्गोरिथ्म था जिसके बारे में हम सोच सकते हैं अब यदि अब हम मान लेते हैं कि यह स्थिति ऐसी है कि हमारे पास B Tree B Tree पर कुछ इंडेक्स करने के लिए करने जा रहे हैं और हमें यह मान लेना चाहिए कि hi उस B Tree की ऊँचाई है इसलिए दूसरा एल्गोरिथ्म अच्छा है अगर हम एक प्राथमिक इंडेक्स से मेल खाता है तो हमें यह जानना होगा कि B Tree में यदि ऊँचाई hi है तो हम लीफ नोड को निश्चित रूप से hi ब्लॉक ट्रांसफर की संख्या से पता कर पाएंगे क्योंकि hi Tree की ऊँचाई होगी तो यह उन नोड्स की संख्या है जिन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी इसलिए यदि उनमें से प्रत्येक एक ट्रांसफर टाइम सीक टाइम लगेगा क्योंकि वे लगातार स्थित नहीं हैं इसलिए उन्हें जो कुछ भी करना होगा उन्हें तलाश करना होगा तो वह h i गुना tT tS होगा और हमें डेटा को रिकॉर्ड पढ़ने के लिए वास्तव में प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक हस्तांतरण की आवश्यकता होगी इसलिए यह हमें वह लागत देगा जो हमने यहां दिखाया है इस एल्गोरिथ्म A3 के एक प्रकार में हम एक प्राथमिक इंडेक्स पर समानता की तलाश कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक नॉन की का उपयोग कर रहे हैं इसलिए यदि बी मिलान रिकॉर्ड वाले ब्लॉकों की संख्या है तो हमें यह कहने की आवश्यकता होगी कि पहले एक का पता लगाने के लिए यह लागत है और फिर वे लगातार उन पर हैं हमें अगले रिकॉर्ड और b ब्लॉक का पता लगाने की आवश्यकता होगी सभी मिलान रिकॉर्डों को स्थानांतरित करने के लिए यह उस तरह की लागत है जो आपको प्राकृतिक रूप से गुजरने की आवश्यकता होगी आप देख सकते हैं कि इन मामलों में इन सभी लागत अभिव्यक्तियाँ उस चीज़ से बेहतर हैं जो हम एक रेखीय खोज करने की शर्तें में प्राप्त कर रहे थे यदि हम उदाहरण के लिए अन्य स्थितियों में से कुछ में देखते हैं तो मुझे प्राइमरी इंडेक्स है यदि यह एक कैंडिडेट की नहीं है लेकिन निश्चित रूप से दो ट्यूपल्स उन पर मेल नहीं खा सकते हैं और अभी भी मौजूद हैं इसलिए यह एक कैंडिडेट की करना होगा इसलिए यदि n रिकॉर्ड हैं तो पहले आपको पहले रिकॉर्ड और समय का पता लगाने के लिए hi की आवश्यकता होगी पर हैं इसलिए आपको उन्हें एक एक करके पुनः प्राप्त करना होगा और हर बार आपको एक खोज की आवश्यकता होगी जिसकी आपको सीक टाइम की आवश्यकता होगी और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यदि n बहुत बड़ा हो जाता है तो यह काफी महंगा हो सकता है हम अलग अलग लागू कर सकते हैं यह एक बहुत ही सामान्य सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसे रैखिक फ़ाइल स्कैन का उपयोग करके कर सकते हैं हम निश्चित रूप से एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे इसलिए अगर हमारे पास एक है अगर हमारे पास एक प्राथमिक इंडेक्स में निम्नलिखित सभी उस तरीके से आदेशित होंगे इसलिए मैं क्रमिक रूप से वहां से स्कैन कर सकता हूं और उन्हें प्राप्त कर सकता हूं तो पहले वाले को ढूंढने से मुझे पता चलेगा कि पहले वाले को यह लागत मिलेगी क्योंकि मैं प्राइमरी इंडेक्स है जिसकी आवश्यकता होगी जबकि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं हम बस शुरुआत से ही प्राथमिक इंडेक्स हैं तो यह खोज परिणाम होगा जो आसानी से उत्पादित किया जा सकता है इसलिए यहां हम एक लीनियर स्कैन का उपयोग कर रहे हैं और यह स्वयं एक अच्छा परिणाम देगा लेकिन अगर हम एक सेकेंडरी इंडेक्स किया जाए तो हम एक लागत प्राप्त करेंगे जो कि हमने पहले देखी थी के समान है और दूसरी स्थिति में हम इंडेक्स वाला कर रहे हैं इसलिए या तो मामले में उन रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करने के लिए जिन्हें प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए I O की आवश्यकता होती है क्योंकि वे एक सेकेंडरी इंडेक्स पर हैं तो वे जरूरी नहीं कि लगातार और उसी ब्लॉक पर रह रहे हों इसलिए वे सभी अलग अलग ब्लॉकों में वितरित किए जा सकते हैं और ऐसे मामलों में यह पता चल सकता है कि वास्तव में एक सरल रैखिक स्कैन कर रहा है जो सस्ता हो सकता है अक्सर हमारे पास सेलेक्ट होती हैं तो यह कंजंक्शन का उपयोग किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगर कोई Ɵn स्थितियां हैं तो हमें इस स्थिति के संयोजन पर निर्भर करने की आवश्यकता होगी और एल्गोरिदम जो हमने यहां देखे हैं जिनका हम ऐसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन सी रणनीति इस शर्त के लिए कम से कम लागत देगी तो हम उस आधार पर एक्सेस पर अन्य शर्तों को आज़माएंगे आप कम्पोजिट इंडेक्स बेशक पहले के आंकड़ों पर निर्भर है लेकिन अगर हमारे पास कुछ मल्टी की इंडेक्स हैं जो कि उपयुक्त कंपोजिट इंडेक्स हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और अधिक सीधे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो अधिक कुशल होगा या हम पहचानकर्ताओं का उपयोग करेंगे और फिर रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे जो समझने में सरल है इसे डिस्जंक्शन है तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं अन्यथा यदि हमारे पास ऐसा नहीं है तो एक लीनियर स्कैन करना बेहतर है क्योंकि सभी tuples जो Ɵ1 को संतुष्ट करते हैं परिणाम में होंगे जो लोग Ɵ2 को संतुष्ट करते हैं या दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं वे भी होंगे और इसी तरह इसलिए हम क्या कर सकते हैं यदि हमारे पास इनमें से प्रत्येक स्थिति के आधार पर इनमें से प्रत्येक पर इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और फिर इन रिकॉर्डों को प्राप्त कर सकते हैं तो ये कुछ तो हैं मैंने अभी आपको कुछ अलग अलग एल्गोरिदम के संदर्भ में एक त्वरित रूपरेखा दी है जो सेलेक्ट का उपयोग कर सकते हैं किसी स्थिति का निषेध नहीं है कि आप यहां सोच सकें अगला ऑपरेशन जो अक्सर आवश्यक होता है वह स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता है लेकिन अन्य कार्यों को करने के मामले में सॉर्टिंग होती है इसलिए यदि हम रिलेशन देगा तो यह समय पर प्रत्येक टपल के लिए एक डिस्क का उपयोग कर सकता है अब जब कि रिलेशन बहुत बड़े हैं इसलिए जो करना है वह करना होगा ताकि एक्सटर्नल सॉर्ट की रणनीति का सहारा लिया जा सके जो एक बहुत पुरानी रणनीति है लेकिन बहुत प्रभावी है तो केवल यह समझने के लिए कि क्षमा करें इसलिए मान लीजिए कि ये प्रारंभिक रिलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए हम क्या करते हैं हम अलग अलग हिस्सों को लेते हैं और कहते हैं कि हम केवल उदाहरण के लिए तीन समूहों में ले रहे हैं और उन्हें बनाते हैं और उन्हें मेमोरी करते हैं इसलिए उन्हें ले जाएं उस धन रिकॉर्ड को ले जाएं जिसे आप मेमोरी में फिट कर सकते हैं और उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं इसलिए एक बार जब आप उन्हें सॉर्ट हो सकते हैं तो अब आप उन्हें मर्ज रणनीति है और फिर से आप इसे वापस लिखते हैं आप इसी तरह की चीजों को फिर से यहाँ लिखते हैं तो अब आपके पास दो बड़ी छोटी सॉर्टेड लिस्ट्स कहा जाता है इसलिए पहला चरण रन बनाता है और अब आपके द्वारा मर्ज किए जाने के बाद जब आप लंबे समय तक रन बनाते हैं तो फिर से आप उन्हें एक बड़े रन में मर्ज करते हैं और यह फ़ाइल के वास्तविक आकार और मेमोरी के आकार पर निर्भर करता है जो सीधे फिट होता है जब तक आप सॉर्ट किए गए आउटपुट पर नहीं आते तब तक आप कई ऐसे रन्स बना सकते हैं इसलिए यह एक बहुत ही एक्सटर्नल सॉर्ट मर्ज है जो एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है जो डेटाबेस हमेशा उपयोग करेगा और उस की दक्षता या उसकी लागत पृष्ठों के संदर्भ में मेमोरी के आकार पर निर्भर करती है जो एक पूर्ण रन को फिट कर सकती है तो यह वह है जो मैंने वर्णित किया है बस यहाँ एल्गोरिदम के चरणों में दिया गया है तो यह एक सॉर्ट है इसलिए आप इसके माध्यम से जा सकते हैं और अपने आप को समझा सकते हैं कि यह वही है जो एल्गोरिथम वास्तव में कर रहा है और दो मामलों में आपको यह विचार करना होगा कि क्या आपका डेटा मेमोरी में फिट बैठता है या नहीं यदि आपका मेमोरी में फिट नहीं होता है तो कई पास की आवश्यकता होती है और ये एल्गोरिथ्म के चरण हैं जिनका पालन किया जाएगा अब सॉर्टिंग में रिलेशनल डेटाबेस में शामिल होना एक बहुत आवश्यक ऑपरेशन है तो आइए देखते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए क्या होगा पहले हम इसके बारे में बात करते हैं यह जुड़ाव तो ये जॉइन करने की अलग अलग रणनीतियाँ हैं हम पहले तीन रणनीतियों के लिए एल्गोरिदम का वर्णन करेंगे इसलिए नेस्टेड लूप जॉइन कर रहे हैं तो क्या Ɵ जॉइन के संदर्भ में किए जाने की जरूरत है रिलेशनल की जांच करते हैं इसलिए मूल कार्टेशियन प्रोडक्ट r के सभी रिकॉर्डों का मिलान करना होगा s के सभी रिकॉर्ड से जुड़ा होना होगा तो वह स्वाभाविक रूप से एक नेस्टेड लूप है इसलिए स्वाभाविक रूप से जब से आपको हर जोड़ी की जांच करनी होगी यह प्रदर्शन करने के लिए काफी महंगा हो सकता है और लागत काफी अधिक हो सकती है इसलिए यदि हम देखें कि संभावित लागत क्या हो सकती है तो यदि nr रिलेशन s के सभी ब्लॉक सभी ब्लॉक का उपयोग करना होगा तो आप इसे प्राप्त करते हैं और आपको रिलेशन r के सभी ब्लॉकों का उपयोग करना होगा तो यह उस तरह का ब्लॉक ट्रांसफर है जो आपको मिलेगा और स्वाभाविक रूप से आपको बहुत सारे शोधों की आवश्यकता होगी क्योंकि हर बार जब आपको यह पता लगाना होता है कि आपको जाना है और उसके लिए क्या करना है तो एक ऑप्टिमाइजेशन में फिट हो सकता है तो आपको दोनों संबंधों के लिए यह दोहराया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो अगर यह उस में फिट बैठता है तो लागत काफी हद तक br bl block स्थानान्तरण को कम कर देगी क्योंकि आप चाहते हैं कि छोटा पहले से ही फिट हो इसलिए आपको केवल एक रिलेशन को पढ़ने की आवश्यकता होती है तो उस के br ब्लॉक और आप केवल दो बार की मांग कर रहे हैं एक r पढ़ने के लिए एक s पढ़ने के लिए वहाँ 2 सीक्स है इसलिए यहां मैंने सिर्फ छात्र के जॉइन है तो आपके पास कई ब्लॉक स्थानांतरण और इतने सारे हैं जबकि अगर बाहरी रिलेशन है तो आपके पास बहुत सारे ब्लॉक ट्रांसफर हैं और बहुत सारे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप यहां देख सकते हैं कि यदि आप छात्र को बाहरी ब्लॉक ट्रांसफर की तुलना में कम खर्चीली होती है तो संभवतः इस तरह के आँकड़ों के साथ यदि यह उपलब्ध है तो हम संभवतः बाहरी के रूप में लेंगे आप इसे निखार सकते हैं एक ब्लॉक नेस्टिंग रणनीति द्वारा जो रिलेशन के हर ब्लॉक को ले सकते हैं इसलिए रिलेशन r के प्रत्येक ब्लॉक के भीतर आप tuple लेते हैं और bs के भीतर आप tS लेते हैं और फिर आप जो कुछ भी करते हैं पहले कर रहे हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से आपको बहुत बेहतर प्रदर्शन मिलता है क्योंकि अब आप ब्लॉक के आधार पर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं केवल वही पढ़ता है जो आप अपनी जरूरत के अनुसार हर tuple नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं इस के माध्यम से नहीं जाऊंगा कि आप साधारण अलजेब्रा द्वारा कम हो जाएगा तो ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन की तुलना में कहीं अधिक कुशल होगा तीसरी रणनीति जो हम बहुत बार उपयोग करेंगे कुशलतापूर्वक लागू होगी यदि आप हैं यदि आपकी ज्वाइन एक एक्विजॉइन करने की आवश्यकता होती है इसलिए इन दो संबंधों के बीच दो विशेषताएँ हैं जिन पर वे मेल खाने वाले मानों को बनाए रखते हैं जिन मूल्यों से वे मेल नहीं खाते हैं उन्हें नेचुरल ज्वाइन में बनाए नहीं रखा जाता है इसलिए यदि हम अब मान लेते हैं कि हमारे पास इनर रिलेशन हैं इसलिए वे तब होंगे जब इंडेक्स के माध्यम से मैं उन्हें विपक्ष के संदर्भ में पा सकता हूं इस प्रकार उस मामले में लागत बहुत ही सरलता से घटित होगी जो कि br की लागत है जो आउटर रिलेशन की अनुमानित लागत इसलिए हम अक्सर नेस्टेड लूप जॉइन करना होता है तो यहाँ एक ही छात्रों के साथ एक उदाहरण है और उदाहरण लेता है तो यह दर्शाता है कि ब्लॉक नेस्टेड जॉइन हैं जबकि यदि आप यह मानकर एक इंडेक्स करते हैं कि छोटे रिलेशन है तो यह जॉइन लागू करने का स्वाभाविक रूप से अधिक कुशल तरीका होगा इसलिए ये कई अन्य रणनीतियाँ हैं विशेष रूप से हैशिंग सकते हैं कुछ अन्य ऑपरेशनों के लिए जो अक्सर आवश्यक होते हैं डुप्लिकेट उन्मूलन है क्योंकि अगर हम जानते हैं कि डुप्लिकेट रिकॉर्ड नहीं रखे जा सकते हैं तो इस अर्थ में डुप्लिकेट करें जो कुंजी फ़ील्ड में मेल खाते हैं और डुप्लिकेट अक्सर परिणाम के संदर्भ में होगा वे जब हम प्रक्षेपण करते हैं तब हमें एकत्रीकरण सेट संचालन इत्यादि करने की आवश्यकता होगी इसलिए पहले तीन हम जल्दी से पसंद करेंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से डुप्लिकेट को सॉर्टिंग करेंगे यह जांचना आसान हो जाता है कि वे समान हैं या नहीं यदि हम जब भी प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फिर आप वास्तव में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए डुप्लिकेट एलिमिनेशन कर सकते हैं एग्रीगेशन समूह वह है जो आप समूह बनाते हैं इसलिए एग्रीगेशन हैं तो वे भी एक साथ आएंगे तो आप उस पर आसानी से संगणना कम्प्यूटेशन कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप एक गिनती कर रहे हैं या आप एक न्यूनतम हैं तो आप इसे उन हिस्सों में कर सकते हैं जो यदि आपने इस सॉर्टेड आर्डर में यदि आपने 10 रिकॉर्ड का योग किया है तो आपको वास्तव में इन 10 रिकॉर्डों की आवश्यकता नहीं है जब आप अगले 10 के लिए योग करते हैं रिकॉर्ड और इसी तरह तो इस तरीके से एग्रीगेशन को कुशलता से लागू किया जा सकता है तो हम औसत रखने के लिए योग और गणना कर सकते हैं और योग को अंत में गिनती से विभाजित कर सकते हैं और इसी तरह इसलिए हमारे पास इस मॉड्यूल में हमने अभी बहुत संक्षिप्त रूपरेखा दी है कि क्वेरी प्रोसेसिंग में शामिल कदम क्या हैं और वे कौन से उपाय हैं जो आमतौर पर एक क्वेरी लागत और एग्रीगेशन ऑपरेशन्स के लिए कुछ सरल एल्गोरिदम के बारे में बताया गया है अगले मॉड्यूल में हम क्वेरीज रणनीतियों के बारे में बात करेंगे